फिल फैक्टर फिल फैक्टर वास्तव में पीवी सेल के लिए एक फिगर ऑफ मेरिट है यह बताता है कि PV सेल कितना अच्छा या बुरा है वास्तव में यह एक अनुपात है इससे पहले कि मैं यह बताऊं कि यह अनुपात क्या है हम इसे एक सहज भाव में लेकर चलते हैं यह आप PV सेल की I V विशेषताएं देख रहे हैं अब मुझे Voc का वोल्टेज एक्सिस पर लंबवत प्रक्षेपण और ISC का करंट एक्सेस पर लंबवत प्रक्षेपण लेने दीजिए और यह बिंदु Voc Isc बिंदु है जैसा कि यहां दर्शाया गया है अब यह Voc Isc है यह आयत है यहां मैं इस क्षेत्रफल को भर देता हूं यह बिंदु अधिकतम संभावित वोल्टेज और अधिकतम संभावित करंट को प्रदर्शित करता है जो कि पीवी सेल से सैद्धांतिक रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं लेकिन यह बिंदु प्रायोगिक रूप से कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है अब एक विशेष विशेषता कर्व के लिए यह अधिकतम पावर बिंदु दिया गया है यह Vmp और Imp है और ये प्रक्षेपण है जोकि इस आयताकार क्षेत्र को ढकते हैं अब ध्यान दीजिए कि जब R श्रेणी क्रम नॉन आइडियलिटी हटाई जाती है तो यह धीरे धीरे लंब रूप में आ जाता है और यदि R शंट आइडियलिटी हटाई जाती है तो यह हॉरिजॉन्टल क्षेतिज रूप में व्यवस्थित हो जाता है जो कि एक आदर्श सेल का रूप है इस प्रकार यह बिंदु VocIsc किसी आदर्श सेल के लिए यह कम पावर का बिंदु होगा किंतु यह कभी घटित नहीं होगा क्योंकि यह बहुत व्यवहारिक सेल है अब हमें यह देखने की आवश्यकता है कि यह क्षेत्र एक बहुत आदर्श सेल के भूरे रंग के छायांकित भाग से कितना मिलता है और अब हम इसी प्रकार फिल फैक्टर की परिभाषा प्राप्त करेंगे अब एक PV सेल की I V विशेषताएं लेते हैं जैसे यह एक सीधी रेखा है यह वास्तव में एक बुरी PV पीवी सेल विशेषता है जहां श्रेणी क्रम कंपोनेंट में Rs बहुत बड़ा है और शंट कंपोनेंट में Rshunt बहुत छोटा है यदि हम एक बुरा PV पीवी सेल भी लेते हैं तो भी इससे हम कुछ पावर प्राप्त करेंगे मान लीजिए कि हमारे पास VmpImp बिंदु इस प्रकार है और इनके प्रक्षेपण से यह आयताकार क्षेत्र इस प्रकार से प्राप्त होता है और हम देखते हैं कि VocIsc द्वारा दिए गए आदर्श आयताकार क्षेत्र से यह आयताकार क्षेत्र बहुत छोटा है किसी भी साधारण PV विशेषता का पीक पावर पॉइंट और क्षेत्र आदर्श क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक होगा इस प्रकार आदर्श अधिकतम पावर क्षेत्र के संदर्भ में घेरे गए अधिकतम पावर बिंदु क्षेत्र को फील फैक्टर से परिभाषित किया जाता है इस प्रकार फील फैक्टर VmpImp डिवाइड बाय VocIsc से दिया जाता है VocIsc फायदे का क्षेत्र है यह सीमित आयताकार क्षेत्र है जो कि अधिकतम संभावित है VmpImp यह आयताकार क्षेत्र है जोकि ऑपरेटिंग पीक पावर बिंदुओं से घिरा हुआ है फिल फैक्टर इस क्षेत्र का इस क्षेत्र के साथ अनुपात है यह हमें बताता है और सेल की अच्छाई की जानकारी प्रदान करता है यह क्षेत्र जितना VocIsc आयत के पास होगा सेल उतना ही अच्छा होगा तो यदि आप हमारा विशेष सेल लेते हैं तो यह इस सीधी रेखा से बहुत अच्छा होगा यह एक इस प्रकार की कर्व रेखा वाला होगा इस प्रकार यह व्यवहारिक PV सेल विशेषता जिसका पावर क्षेत्र कमजोर है जो कि यहां नीले रंग से प्रदर्शित किया गया है इस हरे क्षेत्र से बहुत ज्यादा है जो कि यहां एक खराब सेल के पीक पावर बिंदु से घिरा हुआ है इस प्रकार इसे देखकर के स्पष्ट है और आप PV सेल का यह कर्व देख रहे हैं जो कि इस कर्व से बहुत अच्छा है क्योंकि यह क्षेत्र इससे बड़ा है इस प्रकार यह अनुपात जो कि PV सेल की अच्छाई का मापक है डाटा शीट के मान से ज्ञात किया जा सकता है अब यदि हम डाटा शीट के मान पर वापस चलें तो आप किसी विशेष सेल के लिए उसकी डाटा शीट से फील फैक्टर का मान ज्ञात कर सकते हैं इस डेटाशीट को देखिए और आपका ध्यान इन पैरामीटर्स पर केंद्रित कीजिए तो आप यहां देखते हैं यह वोल्टेज मान Vmp है और यह करंट मान Imp है तो इससे आपको VmpImp प्राप्त होगा यह Voc वोल्टेज का मान है और यह Isc करंट का मान है और यह यह होगा इस प्रकार इन मानों को हमारी फील फैक्टर की इक्वेशन में रखते हैं हम फील फैक्टर का मान डाटा शीट के मान से 3018Vmp 796Imp डिवाइड बाय 3672Voc 899 Isc प्राप्त करते हैं इससे आपको 072 मान प्राप्त होगा इस प्रकार यह एक अनुपात है अब 072 बाजार में उपलब्ध उचित पैनल है यदि आप 05 फील फैक्टर कहते हैं तो यह एक बहुत खराब सेल है यदि फील फैक्टर 08 या 085 है तो यह एक बहुत अच्छा सेल है इस प्रकार यह फील फैक्टर है और फील फैक्टर सामान्यतः पीवी सेल की अच्छाई या गुणवत्ता को मापने के लिए ज्ञात किया जाता है